चौथे सप्ताह के पाठ्यक्रम मे वापस स्वागत है इसलिए पिछले सप्ताह हमने स्पीच टैगिंग के भाग के बारे में बहुत चर्चा की थी और इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है और हमने एक विशेष क्लासिफायर HMM मॉडल के साथ शुरू किया जो स्पीच टैगिंग का हिस्सा बनाने के लिए है इसलिए हम HMM की मूल बातों के बारे में बात की थी और फिर क्या अलग अलग संभावनाएं हैं दिए गए एक नए वाक्य को सही सीक्वेंस के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है तो दिए गए नए वाक्य के सीक्वेंस से मेरा क्या मतलब है मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि वाक्य में प्रत्येक शब्द के लिए स्पीच टैग का क्या हिस्सा है तो कई संभावनाएं हैं और आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि सबसे अच्छा संभावित टैग सीक्वेंस क्या है इसलिए हमने नोइस चैनल मॉडल फ्रेमवर्क में नोइस के रूप में इस समस्या को तैयार किया और फिर हम कुछ मान्यताओं का उपयोग करके हिडन मार्कोव मॉडल के साथ चलते हैं इसलिए पिछली कक्षा में तो हमने इस बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी कि जब हमें एक वाक्य दिया जाता है तो हम रन टाइम पर क्या करेंगे इसलिए मुझे वहाँ से शुरू करना चाहिए और हम विटेरबी डिकोडिंग पर एक विशेष एल्गोरिथ्म देखेंगे वास्तविक टैग सीक्वन्स को बहुत ही कुशल तरीके से पता लगाने के लिए और फिर बाद में मैं पैरामीटर सीखने के हिस्से में जाऊंगा इसलिए हमने पिछले सप्ताह भी इस बारे में बात की थी लेकिन हम इस सप्ताह में इस पर कुछ समय देंगे हमने पिछले हफ्ते ही यह आंकड़ा देखा था इसलिए हमारे पास प्रोमिस्ड टु बैक द बिल वाक्य है और मैं वाक्य के लिए स्पीच टैग सीक्वन्स का हिस्सा प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं कैसे शुरू करूँ मैं पहले यह पता लगाकर शुरू करता हूं कि वाक्य में प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द के लिए स्पीच टैग का संभावित हिस्सा क्या है तो यहाँ आगे के शब्द प्रोमिस्ड ने 2 संभावित टैग दिये है VBD और VBN यह शब्द के लिए पास्ट टेन्स या पार्टिसिपल हो सकता है शब्द बैक के लिए केवल स्पीच टैग का 1 ही हिस्सा हैं स्पीच टैग के 4 भाग संभव हैं हमने शब्द द के लिए एक व्याख्यान में देखा है शब्द बिल के लिए स्पीच टैग के 2 भाग संभव हैं स्पीच टैग के 2 भाग संभव हैं इसलिए मैं वाक्य के प्रत्येक शब्दों के लिए अलग अलग सभी संभावनाओं की गणना करके शुरू करता हूं अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वाक्य के लिए इस शब्द के लिए स्पीच टैग सीक्वन्स का वास्तविक हिस्सा क्या है अब इस तस्वीर को देखकर आप कितनी अलग संभावनाएं देख सकते हैं इसलिए यदि आप प्रोमिस्ड शब्द के लिए स्पीच टैग के किसी भी भाग से शुरू करते हैं और शब्द बिल के लिए पार्टीसीपेंट टैग में से किसी पर जाते हैं तो यह कोई विशेष पाथ संभावित टैग सीक्वेंस को दर्शाता है इसलिए यदि आप संभावनाओं की संख्या को गिनने का प्रयास करते हैं तो यह 2 गुना 1 गुना 4 गुना 2 गुना 2 होगा यह स्पीच टैग सीक्वन्स के लगभग 32 संभावित भाग और अध्ययन के बीच होगा मुझे यह पता लगाना है कि सबसे संभावित टैग सीक्वन्स क्या है अब मुझे यह कैसे करना चाहिए तो 1 नाइफ मेथड यह होगी कि मैं सभी संभावित अनुक्रमों की गणना करूं इसलिए सभी 32 अनुक्रम मैं प्रत्येक अनुक्रम के लिए संभावना की गणना करता हूं तो अब आप जानते हैं HMM मॉडल का उपयोग करके संभावना की गणना कैसे करें हमने पिछली कक्षा में एक सरल उदाहरण दिया और पाया कि किस टैग सीक्वन्स में सबसे अधिक संभावना है जो एक नाईव मेथड होगी आप शायद ऐसा भी कर सकते हैं जैसे की आपके पास केवल 32 या 50 संभावित टेक्स्ट सीक्वेंस हैं लेकिन उनके बारे में सोचें ऐसे वाक्य जिनमें 10 से 15 शब्द हो सकते हैं और कुछ शब्दों में 5 से 6 अलग अलग टैग हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि यह तेजी से बढ़ेगा इसलिए सभी सीक्वन्स की गणना करना और संभावनाओं की गणना करना एक कुशल समाधान नहीं है इसलिए आप कुछ अधिक कुशल करना चाहते हैं ताकि बहुत ही कुशल तरीके से आप यह पता लगा सकें कि सबसे संभावित टैग सीक्वन्स क्या है तो अच्छा एल्गोरिथ्म में क्या होना चाहिए तो में इस चित्र को लेता हू यह उदाहरण आपको इसे कुशलतापूर्वक करने के लिए वास्तविक टैग सीक्वन्स खोजने के लिए किस प्रकार के एल्गोरिथ्म का उपयोग करने पर अंतर्ज्ञान देगा इसलिए यहां यह आइडिया है कि यदि आप गणना कर रहे हैं तो सभी 32 संभावनाओं के लिए आप बार बार कुछ कमप्यूटेशन्स कर रहे हैं तो क्या आप इसे एक डाइनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का उपयोग करके समय कम करने की कोशिश कर सकते हैं जहां आप पहले स्मालर पाथ्स के लिए कमप्यूटेशन्स संग्रह करते हैं और लॉन्गर पाथ्स के लिए इसका उपयोग करते हैं तो हमने एडेड डिस्टन्स के मामले में डाइनिंग प्रोग्रामिंग का एक विशेष उदाहरण देखा है यहां हम वास्तविक टैग सीक्वन्स को डिकोडींग करने के लिए उसी कान्सैप्ट का उपयोग करने का प्रयास करेंगे और इसे विटर्बी डिकोडिंग कहा जाएगा तो पिक्चर को देख रहे हैं तो आप कंप्यूटेशन समय कैसे बचा सकते हैं इस वाक्य को यहाँ लेते हैं अब हम देखते हैं अब मैं 2 अलग पाथ्स लेता हू तो अब पाथ जो कि वास्तविक सीक्वन्स S VBD से VB DT और NN में है और मुझे एक और रास्ता लेना है जो कि VBD TO फिर JJ फिर DT और फिर NN है तो 2 रास्ते हैं जो हम एक ही टैग से शुरू करते हैं और एक ही टैग के साथ समाप्त होते हैं इसलिए VBD से VB NNP DT NN और VBD से JJ DT NN तो अब वे 2 अलग अलग टैग सीक्वन्स हैं और मैं इन दोनों की संभावना का पता लगाना चाहता हूं कि कौन सा बेहतर है अब विटर्बी डिकोडिंग का आइडिया क्या है आइडिया यह है कि आप यहाँ उसी क्रम DT और NM के साथ समाप्त कर रहे हैं इसलिए हमें केवल उस बिंदु DT तक ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि DT के बाद गणना की संभावनाएं समान होंगी यह एक तरीका है आप बचत कर सकते हैं दोनों की गणना मे DT की संरचना समान होगी तो आप बचत कर सकते हैं लेकिन यहां अधिक महत्वपूर्ण क्या है इसलिए जब आप टेक DT में पहुंचते हैं तो एक मामले में आप VB से आ रहे हैं और एक मामले मे आप JJ से आ रहे हैं तो इन 2 सीक्वन्स में 2 अलग अलग तरीके से आप DT के लिए आ रहे हैं हमें लगता है कि इस बिंदु पर मैं शब्द या आगे टेक DT के लिए स्टोर कर सकता हूं DT पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इस मार्ग के माध्यम से या यह इस मार्ग के माध्यम से है इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बिंदु पर पता लगा सकता हूं कि DT तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है क्या यह उस रास्ते का रास्ता है अगर मैं स्टोर कर सकता हूं अगर मैं कही किसी तरह की गणनाएं बाद में करूँगा तो 2 रास्तों के लिए बाद की गणना समान होगी तो फिर मुझे अगले सीक्वन्स के लिए इन संभावनाओं को फिर से गणना करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए अगर मैं इस बिंदु पर स्टोर कर सकता हूं कि सबसे अच्छा तरीका होगा जो VB से आ रहा है और JJ से नहीं तो फिर मैं यह अगले चरणों के लिए कर रहा हूं जो DT पर जा रहा है मुझे इस पाथ का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यह आइडिया है कि मैं उन्हें स्टेप 1 2 3 4 और 5 के रूप में लिखता हूं अगर मैं प्रत्येक भाग के लिए प्रत्येक स्टेप पर स्पीच टैग को स्टोर कर सकता हूं तो सबसे अच्छा पिछला टैग क्या है जिससे यह आयेगा तो कौन सा पिछला टैग इस विशेष टैग पर पहुंचने की संभावना को मेक्सिमम करेगा फिर उसी पाथ के लिए कंप्यूटेशन और मुझे बार बार उसी गणना को दोहराने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इस विशेष उदाहरण में एक बार जब मैं DT के लिए चरण 4 में स्टोर कर सकता हूं जब मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे अच्छा तरीका VB से आ रहा है और JJ से नहीं मुझे इस रास्ते के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं बस इस रास्ते से जारी रख सकता हूं क्योंकि यदि यह संभावना P1 है तो यह P2 है अगली संभावना शेयरड की जाएगी यह दिए गए DT की NN की समय की संभावना होंगी और NN को दिए गए बिल की संभावना है जो 2 रास्तों पर शेयरड की जाएगी इसलिए अगर मुझे इस बिन्दु पर पता है कि P2 P1 से अधिक है तो मैं शायद DT के माध्यम से जाने के लिए इस रास्ते को भूल सकता हूं और यह आइडिया है जो मैं प्रत्येक स्पीच चरण के लिए करूंगा इसी तरह 4 भाग के प्रत्येक के चरण 3 के लिए भाषण टैग का 4 हिस्सा के लिए स्पीच टैग के जैसे VB के लिए मैं करूँगा तो यहाँ यह आसान है क्योंकि भाषण टैग के प्रत्येक भाग के लिए यह केवल TO के माध्यम से आ सकता है इसलिए इस मामले के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि DT के लिए यह 4 पिछले टैग के माध्यम से आ सकता है इसलिए मुझे स्टोर करने की ज़रूरत थी कि यह कौन से पिछले टैग्स से आ रहा है जिसमें से सबसे अधिक संभावना समान रूप से ठीक है और P पिछले 4 टैग में से किसमें सबसे अधिक संभावना है इस प्रकार मैं स्पीच के प्रत्येक भाग के लिए क्या करने जा रहा हूं मैं यह स्टोर करूंगा कि भाषण के इस भाग में पहुंचने की सबसे अच्छी संभावना क्या है आइए हम फोर्मूलेशन को देखते हैं इसलिए इंटुयन्शन यह है कि जैसा कि मैंने समझाया है हम यह बता रहे हैं कि किसी दिए गए स्टेप के लिए प्रत्येक स्टेट में ओपटीमल पाथ क्या है हम क्या स्टोर कर रहे हैं किसी परटिक्युलर स्टेट में पहुंचने की सबसे चीपेस्ट कोस्ट क्या है इसका मतलब है कि सबसे चीपेस्ट कोस्ट में सबसे अधिक संभावना है अब एक बार हमें पता चल गया है कि विभिन्न बिंदुओं पर कौन से टैग हैं जो हम सीक्वन्स को भी लिखना चाहते हैं इसलिए मुझे बैटरीस स्टोर करने की भी आवश्यकता है तो यह उच्चतम संभावना है तो स्पीच टैग का परटिक्युलर भाग कौन सा है जो कि हाइएस्ट यह हाइएस्ट संभावना देता है इसलिए मैं इस डेल्टा j S को स्टोर करना चाहता हूं जो कि स्टेप S पर j तक के लिए सबसे चीपेस्ट कोस्ट या हाइएस्ट संभावना है और उस बैक ट्रेस स्थिति से सबसे बेस्ट प्रेडिसेसर भी है इसलिए पिछले उदाहरण के लिए देखा गया था कि DT के लिए सबसे बेस्ट प्रेडिसेसर VB था और J नहीं था अब मैं यह स्टेट j के लिए कुछ उपाय कर रहा हूं कि मैं अगले चरण की गणना करने के लिए इसे कैसे उपयोग करूंगा तो हम इसे फिर से देखें तो मान लीजिए कि मैंने डेल्टा j S को स्टोर कर लिया है यहाँ S 3 है और j मेरी स्टेट है यह VB JJ NN और RB हो सकता है तो मैंने इन सभी 4 भाग को स्पीच टैग के विभिन्न भाग के लिए संग्रहीत किया है तो इस बिंदु पर पहुंचने की सबसे चीपेस्ट कोस्ट क्या है इसका क्या मतलब है मैं इस बिंदु को जानता हूं कि कौन सा रास्ता बेहतर है VBD से VB या VB NT या VB है तो मुझे पता है कि इन सभी के लिए स्पीच टैग के 4 अलग अलग भाग हैं इसलिए इस स्टेप के लिए स्टेप को स्टोर करता हु इस स्टेट के लिए ओपटीमल पाथ क्या है जो सबसे प्रोबेबल पाथ होंगा तो यह कोस्ट मेरे पास है या मेरे पास यह संभावना है कि अब मैं अगले स्टेप के लिए इस संभावना का उपयोग कैसे करूं कि जैसे डेल्टा J प्लस 1 S की गणना करना चाहते हैं मैं कैसे गणना करूंगा तो अब डेल्टा g S ने पहले से ही शब्द बैक का ध्यान रखा हैं तो क्या चीजें हैं जिसे जोड़ कर आगे बढ़ सकते है मुझे क्षमा करें यहाँ यह स्टेप उठाया जाना चाहिए हाँ तो यह डेल्टा j S प्लस 1 है इसलिए यह एक स्टेप S प्लस 1 है जिससे मैं डेल्टा j की संभावना का पता लगाना चाहता हूं मुझे पता है कि संभावनाओं स्टेप S हैं अब अतिरिक्त जानकारी क्या है जो इस स्टेट से इस स्टेट के लिए जाता है और इस शब्द की उत्सर्जन संभावना दी हुई स्टेट है इसलिए मैं इसे डेल्टा j S प्लस 1 का उपयोग करके गणना कर सकता हूं जो डेल्टा i S बार इस टैग सीक्वन्स की संभावना से कई गुना अधिक है जो कि टैग t j t i टैग की संभावना है यह टैग सीक्वेंस ट्रैन्ज़िशन की संभावना है और मिशन प्रोबेबिलिटी जो कि शब्द एज स्टेप S1 t j की संभावना है यह मैं कुछ ith स्टेट के लिए कर रहा हूं लेकिन यहा 4 P हैं कुछ N स्टेट्स की संख्या हो सकती है इसलिए मैं पिछले स्टेप में सभी स्टेट्स के max का पता लगाऊंगा मेरे पास डेल्टा S i है जिसका गुणा ट्रान्ज़िशन प्रोबेबिलिटी और इमिशन प्रोबेबिलिटी से स्टेप S प्लस 1 में करता हु और max मुझे इस पर सबसे अच्छा रास्ता क्या है देता हैं स्टेट j पर इस स्टेट 1 के लिए देता है तो अब इन 4 में से मान लीजिए मुझे पता चला कि यह सबसे अच्छा रास्ता है इसलिए हम यह भी स्टोर करना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट पूर्ववर्ती क्या है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन इस फ़ंक्शन का argmax है तो मैं इसे साइज़ S प्लस 1 कहूँगा जो एक ही फ़ंक्शन का argmax है और यही मैं स्टोर कर रहा हूं और यह सब इसी तरह करता रहूँगा तो अंत में क्या होगा मैं एक स्टेप 5 पर हूं और मुझे पता है संभावना क्या है इसलिए मैं डेल्टा NN पर 5 और डेल्टा VB पर 5 लिखता हूं मैं इन दोनों संभावनाओं को जानता हूं इस स्टेट में पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इस स्टेट में पहुंचने की सबसे अच्छी संभावना क्या है मैं सिर्फ इन 2 में से अधिकतम यह ले सकता हूं और यह मुझे स्पीच टैग सीक्वन्स के किसी भी संभावित भाग की सबसे अच्छी संभावना देगा और फिर मैं स्पीच टैग सीक्वन्स के वास्तविक भाग को प्राप्त करने के लिए यहां बैक ट्रेस का उपयोग कर सकता हूं और यह एल्गोरिथ्म डिकोडिंग द्वारा मेरा वीटा है इसलिए अगर हम इसे औपचारिक रूप से देखते हैं तो हां इसलिए मैं प्रत्येक स्टेप S पर संग्रहीत कर रहा हूं वहां तक पहुंचने की सबसे अच्छी संभावना का सबसे सस्ता कारण प्रेडिसेसर भी है और इसका उपयोग करके मैं अगले स्टेप के लिए संभावनाओं की गणना कर रहा हूं तो यह वही है जो हमने यहां देखा है कि पिछले स्टेप में ट्रान्ज़िशन की संभावना और मिशन की संभावना है तो मैं पिछले सभी संभावित स्टेट पर max लेता हूं अगले स्टेप के लिए प्रेडिसेसर भी दिखाता है और हम एक बार वाक्य अंत मे चले जाते हैं उसके बाद कैसे समाप्त होते हैं मेरे पास सभी स्टेट्स के लिए अंतिम शब्द संभव होने की संभावनाएं होंगी मैं वहां से उन n के मेक्सिमम उठाऊंगा वहा से बैक ट्रेस करूंगा और जो मुझे इस विशेष वाक्य के लिए ऑप्टिमल आटोमेट टैग सिकुएंस देगा मुझे उम्मीद है कि यह एल्गोरिथ्म स्पष्ट है तो आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं जिससे कि आप इस बारे में अधिक परिचित हो सकते हैं कि आप इस वीडियो डिकोडिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग समस्या का पता लगाने में कैसे करते हैं तो आप क्या देखते हैं इस समस्या में मेरे पास एक वाक्य है द लाइट बुक और आपको सबसे पहले कुछ प्रकार की इमिशन प्रोबेबिलिटीस दी गई हैं कि यह शब्द the टैग डिटरमिनर या नाउँन से आ सकता है तो वे 2 संभावनाएं हैं डिटरमिनर या नाउँन वीटा बी डिकोडेड एल्गोरिदम का उपयोग करके शब्द लाइट नाउँन एड्जेक्टिव और वर्ब संभावना से आ सकता है तो हम कैसे शुरू करें तो मेरे पास 3 स्टेपस 1 2 3 हैं इसलिए मैं प्रत्येक स्टेट को प्रत्येक स्टेप पर संग्रहीत करना चाहता हूं तो मैं इसे पहले स्टेप 1 पर डेल्टा 1 और वैसे ही डेल्टा 2 को स्टेप 1 कहुगा तो यह संभावना क्या है तो टैग डिटेर्मिनर के वाक्य प्रारंभ में होने की संभावना गुणीत टैग डिटेर्मिनर से निकलने की संभावना के साथ होगी आइए देखें कि इस मामले में दी गई ये संभावनाएँ वाक्य की शुरुआत में कैसे आ रही हैं इस प्रश्न के अंतिम वाक्य में यह माना जाता है कि वाक्य की शुरुआत में आने वाले समान संभावना वाले सभी टैग स्टॉप हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटीएस इमप्लीसिटली दी गयी है तो अब सवाल यह है कि आप कितने टैग आप लेते हो तो यहाँ आप कितने भी मान सकते हैं तो इस सवाल में आपको केवल 4 टैग डिटेर्मिनर नाउँन वर्ब और एड्जेक्टिव दिखाए गये है तो मान लें कि भाषण टैग के केवल 4 भाग हैं और प्रत्येक की संभावना वाक्य की शुरुआत में होने की समान है तो वाक्य की शुरुआत में आने की संभावना क्या होगी यह 14 नाउँन के लिए 14 गुना दिए गए डिटेर्मिनर की संभावना के समान है और जो कि h पॉइंट 3 यहां दी गयी है मुझे दी गई संज्ञा की संभावना के रूप में point 1 दिया गया है तोयह आपका डेल्टा 2 1 और डेल्टा 1 1 है तो आप आगे उन्हें oh 0025 भी लिख सकते हैं और यह 0075 होगा तो उन्हें 25 में 10 के रूप में पावर माइनस 275 को 10 से माइनस 2 में के रूप में लिखें आपके पास डेल्टा 1 1 डेल 2 1 है अब आप अगले स्टेप पर जाते हैं तो अब यहाँ आप स्टेप 2 में डेल्टा 1 2 का पता लगाना चाहते है संज्ञा तक पहुँचने की बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है आप यहाँ या यहाँ के माध्यम से पहुँच सकते हैं तो आपको दोनों संभावनाओं की गणना करने और उस पर अधिकतम लेने की आवश्यकता है तो हम इन संभावनाओं की गणना करते हैं तो ऐसा क्या होगा तो पहले होगा डेल्टा1 1 गुणित प्रोबेबिलिटी P नाउँन N दीटरमाइन D प्रोबेबिलिटी P light नाउँन N और दूसरी ओर डेल्टा2 बार गुणित प्रोबेबिलिटी नाउँन N नाउँन N प्रोबेबिलिटी P light की होगी तो हम इन 2 संभावनाओं की गणना करते हैं तो आप इनमें से अधिकतम लेंगे तो हम इन संभावनाओं की गणना करते हैं तो यह होगा तो मैं यहा 75 की पावर 10 2 लेता हु जो कि प्रोबेबिलिटी P नाउँन N डिटेर्मिनर D है तो यह हम हमें दी गई तालिका से देख सकते हैं नाऊन N डिटरर्मिनर D 05 हैं और light नाउँन N के प्रत्येक 3 10 3 हैं और यह मुझे 375 3 1125 10 5 देता है और दूसरा 25 10 2 गुणित 02 गुणित 3 10 3 बराबर 15 10 5 हो जाएगा और इन 2 से आप कह सकते हैं कि यह अगले वाले से अधिक है तो यह वही है जो आप लेंगे तो आप डेल्टा 1 2 H 1125 10 5 स्टोर कर सकते हैं और आप बैक ट्रेस को भी स्टोर करेंगे जो इस पथ से आ रहा है वही काम जो आप एड्जेक्टिव और वर्ब एड्जेक्टिव के लिए करेंगे फिर से डिटरर्मिनर से आने वाली 2 संभावनाएँ होंगी और वर्क के लिए संज्ञा 2 संभावनाएं होंगी फिर से आप सूत्र का उपयोग करके संभावनाओं की गणना करते हैं और जो सबसे अच्छी संभावना है उसे स्टोर करते हैं तो यह स्टेप 2 डेल्टा 2 h स्टेप पर डेल्टा 3 होगा यह वही है जो आप स्टोर करेंगे इसके अलावा आप बैक ट्रेस बक trace को स्टोर कर लेंगे एक बार जब आप कर लेंगे तो अब हम अंतिम स्टेप पर जाएंगे इसलिए जहां आप नाउँन डेल्टा1 3 को स्टोर करेगे 1 का अर्थ यहा नाउँन है और डेल्टा2 स्टेप 3 पर है फिर से सभी 3 संभावनाएं गुणित ट्रान्ज़िशन से आप गणना करेंगे तो यह max पर 3 होगा यह अधिकतम 3 मात्राओं पर होगा फिर आपको 2 वैल्यू डेल्टा 1 3 और डेल्टा 2 3 का पता चलेगा और कैसे आप वास्तव में सबसे बढ़िया सीक्वन्स निर्धारित करेंगे कि आप इस मान का अधिकतम भाग लेते हैं मान लीजिए max आ रहा है तो आप प्रेडिसेसर के पास जाएंगे मान लीजिए प्रेडिसेसर यह है आप इधर जाएंगे तो प्रेडिसेसर predecessor के रूप मे यह एक है और इसी तरह तो आप इस क्रम को मान लेंगे कि यह सबसे अच्छा फेरवेंट है लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह विचार स्पष्ट है कि आप वास्तव में इस गणना को कैसे करते हैं इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस विशेष अभ्यास को अपने दम पर पूरा करें अब पैरामीटर सीखने के बिंदु पर आ रहे हैं तो हमें किन मापदंडों की आवश्यकता है इसलिए हमें 3 अलग अलग मापदंडों की आवश्यकता है इसलिए हमें वाक्य शुरू करने की संभावना की आवश्यकता है मैं इसे HMM की भाषा में भाषा में कहूं तो इसे pi कहते हैं यही वह संभावना है जो एक विशेष टैग या एस्टेट सीक्वन्स को शुरू करता है इसलिए मैं सभी पॉश टैग्स के लिए यह संभावना pi i चाहता हूं फिर मुझे स्पीच के एक भाग से दूसरे पर ट्रान्ज़िशन की संभावना की आवश्यकता है तो यह मेरा ट्रान्ज़िशन मैट्रिक्स है मुझे इन सब की आवश्यकता है एक i j ट्रांसइटिंग प्राबेबिलिटी T j T i S है और मुझे अपने एमिशन की संभावनाओं की ज़रूरत है जो किसी टैग को दिए गए शब्द की संभावना है तो आप मैट्रिक्स B का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं तो मुझे इन सभी 3 संभावनाओं की आवश्यकता है वास्तव में रनटाइम पर इस विटर्बी डिकोडिंग एल्गोरिथ्म का उपयोग करने के लिए अगर मेरे पास ये संभावनाएं नहीं हैं तो मैं आपको विटर्बी डिकोडिंग नहीं सिखा सकता प्रश्न तो ऐसा है ये HM के मेरे पैरामीटर हैं तो हम वास्तव में मेरे HM के इन मापदंडों का कैसे पता लगा सकते हैं इसलिए यहां मैं कह रहा हूं कि 2 अलग अलग परिदृश्य हैं जो आपके पास हो सकते हैं तो पहला परिदृश्य वह है जहां एक लेबल डेटा सेट उपलब्ध है एक लेबल डेटा सेट से क्या मतलब है प्रत्येक वाक्य के लिए आपके पास उपलब्ध वाक्यों का एक सेट है जिसे आप यह भी जानते हैं कि स्पीच टैग सीक्वन्स का वास्तविक हिस्सा क्या है तो इंडिविस्वल वर्ल्ड के लिए स्पीच टैग का क्या हिस्सा है किसी ने मैन्युअल रूप से आपके लिए लेबल किया है तो यह एक लेबल डेटा सेट है यह एक परिदृश्य है दूसरा परिदृश्य है कि आपके पास केवल कॉर्पस है लेकिन आपके पास कोई डेटा नहीं है जहां वाक्य को श्रेणियों के भाग के साथ वाक्य लेबल कर सकते हैं तो मेरे पास यहा स्पष्ट है इसलिए एक सिनारिओ जहां आपके पास एक लेबल डेटा है एक परिदृश्य केवल कॉर्पस के लिए है लेकिन कोई लेबल नहीं इसलिए मैं इन 2 परिदृश्यो के लिए क्या कह रहा हूं आप मापदंडों को अलग अलग तरीके से पा सकते हैं तो मान लीजिए आपके पास सिनारिओ scenario 1 है आपके पास एक लेबल डेटा सेट है तो आप HMM के मापदंडों को खोजने के लिए क्या कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो हमने पिछले सप्ताह में लिया था उदाहरण के लिए यदि लेबल डेटा सेट है तो मैं उनके जैसा एक पैरामीटर ढूंढना चाहता हूं किसी दिए गए टैग I की ट्रान्ज़िशन संभावनाएं संभावित हैं आप कैसे पाएंगे कि लेबल डेटा सेट जो आपके पास है उसमे सभी संभावित टैग सीक्वन्स होंगे जो वास्तव में कॉर्पस मे थे अब से आपको पता चलेगा कि कितनी बार t i n t j कॉर्पस में आने वाली और केवल एक बार t i के आने वाली संख्या से विभाजित होता हैं तो यह था कि हमने अधिकतम संभावना अनुमानक के रूप में कहा था कि आप इस प्रायिकता को अन्य सभी संभावनाओं pi i के साथ समान रूप से खोजने के लिए उपयोग कर सकते हैं और साथ ही P आप अधिकतम संभावना अनुमान का उपयोग कर पा सकते हैं अब समस्या तब आती है जब आपके पास कॉर्पस होता है लेकिन कोई लेबल नहीं तो अब कोई लेबल नहीं हैं तो आप वास्तव में t j t i की संभावना को कैसे पता लगा सकते हैं कि जब डेटा में कोई लेबल नहीं है किस शब्द पर एक टैग t i मिला है या किस पर t j मिला है इसलिए आप इसे किसी भी लेबल से सीधे गणना नहीं कर सकते तो विधि क्या है जिसका उपयोग आप कॉर्पस उपलब्ध होने पर मापदंडों को सीखने के लिए करेंगे लेकिन लेबल उपलब्ध नहीं हैं और यही हम अगले व्याख्यान में देखेंगे जब लेबल उपलब्ध नहीं हों तो हम हिडन मार्कोव मॉडल के मापदंडों का अनुमान लगाने के लिए बॉम वेल्च एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे तो यह एक्स्पेक्टैशन मक्सिमाइजेशन एल्गोरिथ्म के समान है और आप देखेंगे कि इस एल्गोरिथ्म मे अतिरिक्त क्या है और हम वास्तव में इसे कैसे लागू करते हैं तो इस व्याख्यान में आशा करते हैं कि आप समझ गए थे कि HMM के पैरामीटर दिए जाने पर विटर्बी डिकोडिंग के साथ कैसे लागू किया जाता है और इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं संदर्भ समय 3232 और अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि हम पैरामीटर कैसे चलाते हैं जब लेबल उपलब्ध नहीं हैं